हैलो और सिक्योर सिस्टम्स इंजीनियरिंग के कोर्स के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने वास्तव में सट्टा निष्पादन के बारे में शुरू किया था और हमने हाल ही का Meltdown के रूप में जाना जाने वाला हमला इस हमले को देखा था इस वीडियो लेक्चर में हम और अन्य सट्टा हमले को जानते हैं जिन्हें स्पेक्टर अटैक कहा जाता है इसलिए यह हमला मूल रूप से काम करता है इस हमले को जनवरी 2018 में फिर से खोजा गया था और इंटेल प्रोसेसर के सट्टा निष्पादन का उपयोग भी करता देखते है जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है कि एक प्रोसेसर में सट्टा निष्पादन क्या होता है कुछ निर्देशों का सट्टा अंजाम दिया जा सकता है इससे पहले कि वास्तव में पूर्व निर्देशों को वास्तव में पूरा किया जा रहा है उदाहरण के लिए यहां निर्देशों का यह सेट हो सकता है यह सेट सट्टा निष्पादित किया जाएगा और जब तक यह निर्देश न हो और जब तक कि यह पिछले परिणाम तुलना और छलांग के अनुरूप नहीं होगा तब तक ये निर्देश प्रतिबद्ध नहीं होंगे जब अटकलों के आधार पर तुलना कंपेयर तथा जंप इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन पूरा होगा तब ये निर्देश सही निष्पादन और प्रतिबद्ध होंगे तो क्या हम देखते हैं कि यदि कोई अटकलें हैं और अटकलें सही हैं तो इन सभी परिणामों को तुरंत प्रतिबद्ध किया जा सकता है और कार्यक्रम का प्रदर्शन program performanceप्रोग्राम परफॉर्मेंस लगातार बढ़ेगा दूसरी ओर यदि अटकलें गलत थीं कि क्या कोई शाखा है जो यहाँ पर हुई थीब्रांच टेकन इस विशेष पते पर और इस लेबल का अनुसरण करने वालेलेबल के बाद वाली निर्देशों को निष्पादित किया जाना है तो सभी सट्टा निष्पादित परिणाम अब यहां डिस्कार्ड करने की आवश्यकता है क्योंकि यह एक प्रदर्शन ओवरहेडperformance overhead परफॉर्मेंस ओवरहेड होगा इसलिए प्रोसेसर अपनी पूरी कोशिश करें कि वे सट्टेबाजी को सही ढंग से निष्पादित करें वे यह भविष्यवाणी करने की कोशिश करेंगे कि संभवतः इस तुलना निर्देश का परिणाम क्या होगा और जंप ऑन जीरो के बाद इस कोड को speculatively execute स्पेक्युलेटिव करने की कोशिश करेगा या लेबल का अनुसरण करने वाले बाद वाले कोड के आधार पर जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी वह शून्य निर्देश पर इस जंप ऑन जीरो JNZ का परिणाम होगा यह दिखाने की कोशिश करेगा तो इसे प्राप्त करने के लिए प्रोसेसर में क्या जोड़ा जाता है इसे शाखा भविष्यवाणी तर्कब्रांच प्रिडिक्शन लॉजिक के रूप में जाना जाता है एक शाखा भविष्यवाणी तर्क उन सभी शाखाओं पर नज़र रखेगा जो उस विशेष निर्देश पर ली गई थीं इसलिए इस आकृति में उदाहरण के लिए यह एक 2 बिट शाखा भविष्यवक्ता को दर्शाता है और शाखा पूर्वानुमान तर्क या तो भविष्यवाणीप्रिडिक्शन करेगा कि जो शाखाएँ ली गई थीं या नहीं थीं ब्रांच टेकन और नॉट टेकन उनके आधार पर पहले हुआ था जब उस निर्देश को निष्पादित किया गया था उदाहरण के लिए हम कहें कि हम शुरू करते हैं शाखा नहीं ली इस भविष्यवाणी से और उस 2 के पहले पुनरावृत्ति के परिणामस्वरूप शाखा ली गई है तो फिर शाखा की भविष्यवाणी की स्थिति यहाँ से ०० से ०१ तक आती है लूप की एक और पुनरावृति लूप की अगली पुनरावृत्ति होती है यदि फिर से शाखाओं में शाखा ली जाती है तो इस शाखा के भविष्यवक्ता की स्थिति branch taken जाती है और जो का मान ११ है इसलिए अब आप देखते हैं कि तीसरी बार जब जंप ऑन जीरो निष्पादित किया जाता है ब्रांच प्रेडिक्टर स्वतः ही भविष्यवाणी कर देता है कि ब्रांच लिया जाएगा तो क्या हम देखते हैं कि शाखा का पूर्वानुमान पूर्व की शाखाओं के आधार पर सीख रहा है और परिणाम की विशेष शाखाओं की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहा है कि क्या सभी ब्रांच टेकन स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन होगा तो इसका अनुसरण एक अच्छी एक्यूरेसी देगा तथा परफॉर्मेंस को बढ़ावा देने के लिए यह ठीक है तो स्पेक्टर अटैक हमले में जो दिखाया गया था वह यह था कि ये शाखा भविष्यवाणी ब्रांच प्रेडिक्शन और अटकलें स्पैक्यूलेशन एक भेद्यता वल्नरेबिलिटी हो सकती हैं जिसके द्वारा कार्यक्रम में मौजूद गुप्त डेटा को पढ़ा जा सकता है दर्शक के हमलोंस्पेक्टर अटैक को समझने के लिए हमें कोड का एक छोटा टुकड़ा लेना चाहिए जिसमें कोड एक if स्टेटमेंट पढ़ा जाता है जहाँ X का मान array len के साथ चेक किया जाता है और यदि X मान array len की तुलना में कम है तो हम इंडेक्स X पर इस एरे तक पहुंच की अनुमति दे रहे हैं और टेक ऐरे का मान I में लिया गया है और फिर वे एक दूसरे एरे array2 को एक्सेस कर रहे हैं I 256 स्थान पर और परिणाम हमारे इस वैरिएबल viol में संचित है इसलिए कि हम यहां जो कुछ भी देखते हैं वह यह है कि array2 को एक स्थान पर एक्सेस किया जाता है जो कि X के array सरणी द्वारा निर्दिष्ट होता है अब हम आगे क्या देखते हैं इस प्रक्रिया के स्पेस भाग का उपयोग अब हम मानेंगे कि एक गुप्त जानकारी है जो यहां मौजूद है और हमलावर इसके कुछ हिस्सों कि एक गुप्त जानकारी डेटा पढ़ना चाहते हैं जो इस छोटे कोड स्निपेट के अन्य घटक हैं देखें एक्स सरणी और array2 भी दिखाया गया है इस प्रक्रिया के उपयोगकर्तायूजर स्पेस में आप यहाँ पर X array2 एक्स array2 सरणी है और array len भी है सादगी के लिए हम वास्तव में I के मूल्य को नजरअंदाज कर दिया है और हम मानते हैं कि I इस प्रक्रिया का एक उपयोगकर्ताओं इस स्पेस में मौजूद कहीं भी है या आप भी मान सकते हैं कि I I कि हिस्सा होने जा रहा है और Y रजिस्टरों में संग्रहीत होने जा रहा है तो आइए देखें कि कोड के इस छोटे से स्निपेट को सामान्य परिस्थितियों में कैसे निष्पादित किया जाता है इसलिए पहली बात यह है कि जब इस लाइन को निष्पादित किया जाता है तो हमें निर्देशों को लोड करना होगा जो यह variable चर X के लिए एक लोड है और इस array len के रजिस्टरों में संग्रहीत लोड होता है और उस विशेष प्रक्रिया के दौरान इसे कैश मेमोरी में भी संग्रहीत लोड किया जाता है अब जो यहां दिखाया गया है वह यह है कि X और array len के बीच एक तुलना है कि अब X वास्तव में array len से कम है जो हम मानते हैं कि यह अभी सच है यदि शर्त दर्ज की गई है और इन दो निर्देशों को निष्पादित किया गया है और अब हमें यह मान लेते हैं अभी यहां मामला सच है अगला हम देखते हैं कि if स्टेटमेंट इंटर हुआ है तो X इसका उपयोग सरणी में अनुक्रमितइंडेक्स करने के लिए किया जाता है और सरणी x से संबंधित डेटा के एक ब्लॉक को कैश में लोड किया जाने का कारण बनता है ताकि यह डेटा आप मान सकते हैं कि कैश में लोड किया गया है और एक रजिस्टर में लोड किया गया है जिसे हम I के रूप में दर्शाते हैं इसके बाद जो हम देखते हैं वह यह है कि इस मूल्य I को तब array2 को अनुक्रमितइंडेक्स करने के लिए उपयोग किया जाता है दूसरे शब्दों में हमारे पास यह मान है I जो कैश में या रजिस्टर में मौजूद है array2 के लिए सूचकांक करने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसके कारण array2 का डेटा की एक ब्लॉक कैश मेमोरी में लोड हुआ आम तौर पर यदि X array len से कम है तो हम यह निष्पादन के अंत में क्या हासिल करते हैं की यह array len कैश मेमोरी में मौजूद है उसी प्रकार हमारे पास X कैश मेमोरी में मौजूद है और डेटा के 2 ब्लॉक हैं I और Y के अनुरूप है जो कि कैश में है और इसलिए ये सभी डेटा कैश में मौजूद होंगे अब यह सामान्य व्यवहार के तहत है जब X वास्तव में array len से कम है तो यह जान लें कि इस तरह के चेक बहुत सारे कार्यक्रमों में काफी आम हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक सरणी हमेशा उस स्थान पर अनुक्रमित होती है जो उछाल के भीतर होता है अब इस मामले पर विचार करें कि ये कोड का छोटा स्निपेट एक लूप में है और हम कोड के छोटे स्निपेट को कई बार कॉल कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप हम जानते हैं कि यदि यहाँ पर है और इसलिए एक शाखा निर्देश है तो इन 3 कथनों के बार बार आह्वान से वास्तव में भविष्यवाणी करने के लिए शाखा भविष्यवक्ता ट्यून करेगा कि शाखा नहीं ली गई है इसलिए यदि हम विचार करें कि शाखा भविष्यवक्ता क्या करेगा तो यदि इन स्टेटमेंट के साथ बार बार आह्वान किया जाए और इस शर्त के साथ कि X array len से कम है तो अंततः शाखा के भविष्यवक्ता को इस विशेष स्टेटमें ले जाएगा जहां ब्रांच नॉट टेकन माना जाता है तो इसीलिए स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन से यह हो सकता है कि ये निर्देश I arrayX के बराबर और Y array2 के बराबर होते I 256 के सूचकांक पर तो इन दो स्टेटमेंट को प्रोसेसर द्वारा अनुमानित रूप से निष्पादित किया जा सकता है अब इस विशेष मामले पर विचार करें हम उस मामले को मानेंगे जहां एक्स पहले ही कैश में लोड हो चुका है और हमारे पास गुप्त डेटा पहले से ही कैश में मौजूद है लेकिन array len अभी कैश में मौजूद नहीं है इन कथनों के निष्पादन पर फिर से विचार करें लेकिन इस मामले पर विचार करें कि हमारे पास X array len से अधिक है इसलिए आमतौर पर यहाँ पर क्या होना चाहिए क्योंकि X array len से अधिक या उसके बराबर है if के अंदर इन स्टेटमेंट को आमतौर पर निष्पादित नहीं किया जाना चाहिए तो क्योंकि X array len से अधिक बड़ा है if के अंदर इन स्टेटमेंट को निष्पादित नहीं हो सकता है ठीक है तो देखते हैं कि जब ऐसा परिदृश्य होता है तो यह कार्यक्रम कैसे व्यवहार करता है क्योंकि अब हमारे पास यह धारणा है कि array len कैश में मौजूद नहीं है हम यह भी मान रहे हैं कि शाखा के भविष्यवक्ताब्रांच प्रिडिक्टर ने इसे सीखा है और यह भी स्टेट हैं कि मेरी भविष्यवाणी पर ध्यान नहीं दिया गया है तो क्या होगा कि भले ही एक्स array len से अधिक है इन निर्देशों को if के भीतर सट्टा निष्पादित स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन किया जाएगा इसलिए पहले हम देखेंगे कि चूंकि array len कैश में नहीं है इसलिए यह कुछ कैश मिस होगा जो कुछ समय कॉन्स्टेबल राशि निश्चित रूप से लेगा और निश्चित रूप से array len को मुख्य मेमोरी से कैश में लोड किया जाएगा दूसरी ओर अन्य घटक हैं एक्स कैश में मौजूद है और हम गुप्त सामग्री रखे हुए कुछ स्थान के साथ X में मूल्य को भरते हैं तो कैश में इंडेक्स अरे एक्स आई arrayx I पर मौजूद है सीक्रेट तो अरे एक्स arrayx के बराबर इसको तुरंत मूल्यांकन किया जाता है और इसी तरह से हमारे पास arrayxके मूल्य रखा हुआ कैश का कोई लोकेशन है आगे हम क्या कर रहे हैं हम इस विशेष मान का उपयोग कर रहे हैं जो अनिवार्य रूप से एक गुप्त मूल्य है array2 की में सूचकांक के लिए और array2 के सारे सामग्री को कैश मेमोरी में इंडेक्स करने के लिए अब जब इस प्रक्रिया चल रही है array len के बाद अंत में कैश मेमोरी पर पहुंच गया है और अब के बाद से X एक array len कि यह चेक पाया गया है इस विशेष स्टेटमेंट की ओर इशारा करते हुए अंत में लागू किया जा सकता है लेकिन प्रोसेसर अब यह देखेगा कि X array len से अधिक है और वहाँ सभी सट्टा निष्पादन के लिए किया गया है जिसे छोड़ दिया जाना चाहिए और इसलिए इस प्रक्रिया ने इस तरह से निष्पादित निर्देशों को खारिज कर दिया मिस प्रेडिक्शन के कारण जो हम देखते हैं कि यह हुआ था कि कुछ घटक है array2 के जो अब कैश में मौजूद है हम जानते हैं कि यह घटक एरेx के मान पर निर्भर करता है और हमने जो देखा है वह यह है कि हमने एरे x को पर्याप्त रूप से बड़ा मूल्य दिया है ताकि यह वास्तव में एक बफर अतिप्रवाह पैदा कर रहा था और दूसरे शब्दों में गुप्त के अंदर नियुक्ति करना जो इस स्थान पर कैश में लोड किया गया है अनिवार्य रूप से एक है गुप्त स्थान से कार्य करें हमलावर के लिए अगली बात यह है कि सरणी 2 के कौन से ब्लॉक को वास्तव में कैश में लोड किया गया है इसके लिए वह जो करता है वह यह है कि वह array2 के हर मुख्य तत्व को एक्सेस करना शुरू कर देता है इसलिए वह पहला तत्व के access करता है और वह यह पता लगाता है कि इस access को एक लंबा समय लगने वाला है क्योंकि पहला तत्व कैश में मौजूद नहीं है तो वह दूसरे तत्व को फिर से आज़माएगा उसे कैश मिस मिलेगा और इसलिए एक अच्छा निष्पादन समय और यह जारी रहेगा जब तक उसे पता चलता है कि एक विशेष तत्व को थोड़ा समय लग रहा है तो कम समय इस तथ्य के कारण है कि यह तत्व कैश में मौजूद है और देखा गया कि यह तत्व अंदर है गुप्त जानकारी के कारण कैश जिसने इसे स्पेक्युलेटिव इन्वोक किया है और हमलावर को गुप्त की सामग्री के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी धन्यवाद